कॉनिक अनुभाग x सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम मॉड्यूल संख्या 2 व्याख्यान संख्या 18 में हैं हम कॉनिक अनुभागों को कवर कर रहे हैं विशेष रूप से विशेष वक्र पर अंतिम कक्षा में हमने विशेष वक्रों को प्रस्तुत किया है अर्थात् साइक्लोइड स्पाइरल इन्वोलुटे और हेलिक्स और हम अगली कक्षा में इन निर्माणों के बारे में जानने के लिए रुक गए तो आज की कक्षा में हम एक विशेष वक्र नाम साइक्लॉयड के बारे में जानने जा रहे हैं हम इस साइक्लॉयड वक्र को कहां देखते हैं सबसे पहले हम पूछेंगे उदाहरण के लिए यदि हम एक साइकिल मोटर के पहिये को देखते हैं जहां स्प्रोकेट और गियर स्थित हैं या कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मशीनरी फार्म मशीनरी जो भी आप खोलते हैं जहां गियर मुख्य रूप से स्थित होते हैं ये साइक्लोइड कर्व काफी सामान्य होते हैं साइक्लोइड कर्व गियर को बेहतर दक्षता देता है ताकि किसी भी अन्य प्रकार की मिलने वाली सतहों की तुलना में घर्षण नुकसान थोड़ा कम हो वे थोड़ा चिकनी होंगे और सतहों पर बहुत कम स्लिप के साथ शाफ्ट के अनुरूप शक्ति संचारित करेंगे इसलिए यदि हम ध्यान से देख रहे हैं तो मशीन गियर जहां ये दांत अन्य दांतों के साथ जुड़ रहे हैं हमें उस हिस्से को देखने दें उदाहरण के लिए यह नीला एक मशीन गियर है इस मशीन गियर का निर्माण बेस पिच सर्कल बेस सर्कल या पिच सर्कल के आधार पर किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए एक निश्चित त्रिज्या के आधार पर यदि यह गियर है जिसे हम दायीं ओर देख रहे हैं यदि यह केंद्र है तो हमें इस एक केंद्र को इन गियर के माध्य स्तर पर कहीं से भी कॉल करें त्रिज्या हम उस सर्कल का उपयोग और निर्माण करने जा रहे हैं जिसे हम आधार सर्कल कहते हैं तो यह है कि बेस सर्कल बेस सर्कल के ऊपर हमारे पास ये फ्लैंक हैं तो इन्हें फ़्लेन्क भाग कहा जाता है आइए हम अन्य रंगों का उपयोग करें यह एक फ़्लैक्स में से एक है यह अन्य फ़्लैक है इन फ़्लैक्स को ऊपर की ओर हम देखेंगे और नीचे की ओर भी हम देखेंगे इसके अलावा अगर हम इस शीर्ष भाग को देख रहे हैं कि फ्लैंक को परिशिष्ट फ्लैंक कहा जाता है और नीचे वाले को दिदेन्दुम फ्लैंक कहा जाता है इसके अलावा यह वक्र आमतौर पर साइक्लॉयड द्वारा निर्मित होता है उदाहरण के लिए इस बेस सर्कल पर हमें एक और सर्कल पर विचार करें कि यह ऑरेंज रोलिंग कर रहा है यदि यह इस दिशा में घूम रहा है तो आइए हम इस बिंदु को उठाएं P जिस वक्र पर यह दिशा या ट्रैक बनाता है जिसे हम साइक्लॉयड कहते हैं इन बेस सर्कल के ऊपर सर्कल के उस हिस्से में कुछ निश्चित लंबाई तक हम इसे एपीसीक्लोइड कहते हैं क्योंकि यह एक और सर्कल साइक्लॉयड पर चल रहा है जिसके लिए हम आमतौर पर उस बिंदु और इस सर्कल के ऊपर इन एपीसीक्लोइड के लिए एक सीधी रेखा पर रोल करते हैं लगातार दूसरे सर्किल पर घूमना इसी तरह हाइपोसायक्लोइड द्वारा निर्मित वक्र के नीचे उदाहरण के लिए एक ऐसी रेखा है जिस पर यह हरे रंग की एक रोलिंग है और फिर वक्र का हिस्सा जिस दिशा में चलता है जिसे हम इस हाइपोसायक्लिड कहते हैं तो गियर निर्माण के लिए साइक्लॉयड काफी आम हैं इसी प्रकार अगर हमारे पास पेंडुलम है तो समांतर पेंडुलम यहाँ एक पेंडुलम एक रस्सी से जुड़ा हुआ है और यह रस्सी समय के साथ इस बिंदु के स्थान पर जा रही है और जिसके साथ यह बिंदु ऊपर और नीचे जा रहा है यदि हम इन वक्रों को ट्रैक करते हैं तो साइक्लॉयड बनाते हैं इसी तरह यह भी एक साइक्लॉयड है इसी तरह अगर हम मेहराब को देख रहे हैं तो वास्तुकला के दृष्टिकोण से शीर्ष भाग चक्रीय वक्र बनाते हैं अब ज्यामितीय रूप से साइक्लोइड वक्र का निर्माण कैसे करें ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें एक जनरेटिंग सर्कल का उपयोग करना होगा जो एक बेसलाइन पर रोलिंग कर रहा है हमारा जेनरेटिंग सर्कल यह है और यह इस लाइन बेस पर रोलिंग कर रहा है और फिर हम एक बिंदु P का पता लगाते हैं इस बिंदु P की गति को ट्रैक करते हैं उसके लिए हम जो करते हैं वह इस पूरे वृत्त को 12 बराबर भागों में विभाजित करता है इस तरह हम 12 समान भागों को बनाते हैं और हम उन्हें नाम देंगे 1 2 3 4 और इसी तरह सभी तरह से एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम इन बिंदुओं के समानांतर रेखाएँ खींचते हैं और इसलिए हम इस बिंदु पर दोहराते हैं P इसके बाद कम्पास का उपयोग करने के साथ हम इन क्षैतिज रेखाओं पर इस वक्र के इंटेरसेक्टिंग बिंदुओं का पता लगाने जा रहे हैं इसलिए इस सर्कल के विभाजन के बाद हम 1 2 3 4 6 से 12 समान भाग बनाते हैं हम क्षैतिज रेखाएँ खींचते हैं फिर वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है हम इसे 1 2 3 4 5 से निकालने के बराबर भागों में विभाजित करते हैं लंबवत दिशा में प्रत्येक को पहली पंक्ति पर एक चाप के केंद्र के रूप में चिह्नित करें उदाहरण के लिए इस एक चिह्न को उस पहली पंक्ति के एक चाप पर ले जाएं C1 पर एक चाप को चिह्नित करें एक चाप को चिह्नित करने के लिए C2 को चुनें C3 को एक चाप को चिह्नित करें और इन चीजों में शामिल होने पर ताकि यह एक साइक्लॉयड का निर्माण करे आइए हम अपनी ग्राफ शीट का उपयोग करके उस प्रक्रिया को चरण दर चरण देखें सबसे पहले हमें चयनित त्रिज्या का एक वृत्त खींचना होगा और यह जानना होगा कि 2 πr दूरी एक क्षैतिज रेखा खींचती है तो हमें एक जनरेटिंग लाइन 2 πr का उपयोग करना है जो हमें करना है शायद r हमें 3 सेंटीमीटर की तरह कुछ लेने दें तो 2 πr लंबाई 2 से 314 में 3 सेंटीमीटर तो 8 2 6 में 3 24 6 7 8 18 इसलिए 1884 नंबर का हमें उपयोग करना है अब एक ज्यामिति यह हमेशा इसे चुनने के मामले में मुश्किल है इसलिए आमतौर पर हम निकटतम संख्या की तरह कुछ खींचते हैं जैसे कि 20 सेंटीमीटर की तरह की रेखा तब निर्माण करती है जो समतुल्य त्रिज्या का उपयोग कर सकती है जो समकक्ष त्रिज्या एक सर्कल का निर्माण करती है तो हम इसे इसी तरह से करेंगे सबसे पहले आइए हम 10 इकाइयों के आधार रेखा का निर्माण करें तो यहां से शुरू होने वाली आधार रेखा यहां समाप्त होती है जो कि 100 मिलीमीटर है आइए हम उस बिंदु 1 को यहां कहते हैं और 12 इस 100 मिमी को 12 बराबर विभाजनों में विभाजित करते हैं तो एक झुकाव रेखा को विभाजित करें कि 12 समान विभाजनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अब इस बिंदु को 12 में मिलाएं हमें इस दिशा में समानांतर रूप से जाने का उपयोग करना होगा इसलिए हम बना सकते हैं कि हम इन बिंदुओं को चिह्नित कर सकते हैं ठीक है ध्यान से देखें 12 डिवीजनों को हमें चिह्नित करना है तो ये बिंदु हैं उन्हें 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के रूप में चिह्नित करें मुझे लगता है कि हमने यह बनाया है 12 हमें समान संख्या में डिवीजनों का उपयोग करने दें तो यह लंबाई हम इसे मापने जा रहे हैं तो यह लंबाई जो भी हम इसे 12 बराबर भागों में बनाने जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है हम 12 बिंदुओं में सही हैं अंकन यह P बिंदु से शुरू होता है 12 इसलिए हमें कॉल करें यह बिंदु P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अंक जो कि 100 मिमी है तो गणना करने के लिए अपने कैलकुलेटर का उपयोग करें कि बराबर त्रिज्या 2 पीआई आर 100 मिमी के बराबर है तो 100 बाय 2 बाय 31416 जो आपको 159 मिमी देता है यह लगभग अनुमानित सर्कल है जो हम उपयोग कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले 15 से 16 मिमी तक चिह्नित करें तो इस मामले में सबसे कम गिनती 16 मिमी की हो सकती है अन्यथा जो हम उपयोग कर सकते हैं वह बड़ा सर्कल है इसलिए हम कम से कम गिनती बढ़ाने की स्थिति में होंगे और लंबाई भी बढ़ेगी तो इस लंबाई का उपयोग करें P बिंदु से एक सर्कल बनाएं इस सर्कल को 12 बराबर भागों में विभाजित करें इसका मतलब है 30 ° कोण वह है जो हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो 30 60 90 120 150 180 को चिह्नित करें इन रेखाओं को जोड़ने के लिए हमारे पैमाने का उपयोग करें इसी तरह इस 30 ° लाइन में शामिल हों इस एक को भी शामिल करें तो हम 12 डिवीजन बनाते हैं हमारे पास 24 डिवीजन और इतने पर हो सकते हैं ताकि एक बेहतर वक्र को ट्रैक किया जा सके अब उन्हें ध्यान से नाम दें हमेशा यहां कहीं P को इंगित करें तो इस लाइन पर हम अब इस रेखा को उसके समानांतर खींच सकते हैं क्योंकि सर्कल एक रेखा पर घूम रहा है तो यह वह रेखा है जिस पर यह रोल करने जा रहा है और ये केंद्र हैं अब इस रेखा के माध्यम से लंब रेखा खींचें यह रेखा है और इसके माध्यम से इन बिंदुओं से गुजरने पर 1 2 3 4 का निर्माण होता है ये रेखाएँ आधार बनाने के लिए सभी तरह से इन निर्माण लाइनों से सावधान रहना पड़ता है और यह 6 7 8 9 11 पर जाता है और फिर 12 पंक्तियाँ आइए हम आधार को गहरा करते हैं यह वह आधार है जिस पर हमारा सर्कल घूम रहा है ये केंद्र रेखाएं हैं इसलिए C1 C2 C3 और इसी तरह से इन बिंदुओं से गुजरने वाली क्षैतिज रेखाएं खींचना अब यह वक्र है आइए हम इन बिंदुओं को 1 2 3 4 5 6 इत्यादि के रूप में चिह्नित करें तो हम पहले कुछ क्षैतिज रेखाएँ खींचते हैं दूसरा एक तीसरा वहाँ जाता है चौथा भी उसी तरह से जाता है 5 और 7 उस रास्ते में जाता है और 6 भी उसी रास्ते से जाता है तो इन पंक्तियों पर हमें आर्क्स बनाना होगा तो सबसे पहले हमें जो करना है वह कम्पास और सर्कल त्रिज्या के साथ C1 C2 C3 के रूप में केंद्र की तर्ज पर आर्क्स बनाते हैं तो सबसे पहले यह त्रिज्या है जिसे हम पता लगा सकते हैं अब C1 से 1 पर एक चाप बनाते हैं कहीं न कहीं उस बिंदु का पता लगाते हैं इसलिए पहला बिंदु यह है कि दूसरा बिंदु यह है कि C2 से इसे लाइन 2 पर ढूँढा जाए इसलिए कोई व्यक्ति इसे वहाँ से ढूँढता है 2 बिंदु से यहाँ एक वक्र का पता लगाता है और 3rd पॉइंट इसे चयनित करता है और 4th पॉइंट इसे लोकेट करता है 5th पॉइंट आर्क बनाता है अब यह 6 वां है तो आइए हम इन बिंदुओं में शामिल हों 1 एक 2 एक तीसरा एक से एक हम कहीं खो गए हैं आइए हम बताते हैं कि 7 वें के लिए एक बार फिर 8 वें पर 8 वें एक 10 वें पर 10 वें पर जाता है तो 7 8 9 10 लाइन यह है तो 10 से एक चाप बनाते हैं और उस पर 11 वें और 12 वें फिर से उस बिंदु पर आते हैं यही तरीका है कि हम एक साइक्लॉयड का निर्माण करते हैं अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि स्पाइरल और इन्वोलुटे का निर्माण कैसे करें